पिछले व्याख्यान में हमने पदार्थ तरंगों के लिए तरंग समीकरण पेश किया था और यह श्रोडिंगर समीकरण जो 22m है मैं 3 आयामी मूल लिख रहा हूँ ψxyz VxyzxyzEψxyz और हमने देखा कि सीमा की स्थिति के साथ यह हमें आइगन फ़ंक्शन देता है इसलिए अब मैं एक सबस्क्रिप्ट के रूप में En एन डाल रहा हूं तो यह इंगित करता है कि एक d में ऊर्जा En के अनुरूप एक आइगन फ़ंक्शन n है यह समीकरण 22md2xdx2Eψ था और फिर से मैं उस n को यह दर्शाने जा रहा हूं कि एक आइगन फ़ंक्शन है यह उन आइगन मानों En के लिए सीमा शर्तों को पूरा करता है तो यह समीकरण है जिसे आप एक बॉक्स समस्या में एक आयामी कण के लिए हल करते हैं और ऊर्जा आइगन मान वही पाते हैं जो पुराने क्वांटम सिद्धांत द्वारा दिए गए हैं समीकरण को सीमा स्थितियों के साथ हल करने के लिए हल किया जाना है और आइगन ऊर्जा देता है और ईजिन कार्य करता है तो यह क्वांटम समस्या को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है मैं एक तरंग समीकरण को हल कर रहा हूं और ईजिन मूल्यों और ईजिन ऊर्जा के माध्यम से मुझे अपने उत्तर मिल रहे हैं और हमें अभी तक साई की व्याख्या करनी है लेकिन आइए इस व्याख्यान में इस समीकरण को हल करें एक और एक आयामी समस्या के लिए जिसका उत्तर हम पहले से ही जानते हैं और यह एक साधारण हार्मोनिक ओसीलेटर है जिसके लिए एक कण एक संभावित गति में चलता है आइए देखें कि क्षमता x0 के बराबर के आसपास केंद्रित है तो m द्रव्यमान के कण के लिए दी गई क्षमता 12m2x2है और इसलिए इसके लिए तरंग समीकरण या श्रोडिंगर का समीकरण 22md2dx2 12m2x2Eψ हो जाता है और इस समीकरण को सीमा के साथ हल किया जाना है यहाँ स्थिति और सीमा की स्थिति होने जा रही है क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं ऊर्जा E का एक कण लेता हूँ यह कहीं भी जा सकता है और आप देखेंगे कि वास्तव में लहर परिमित क्षमता के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है तो साई एक्स के रूप में एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी में जाता है 0 होना चाहिए जो कि एक सीमा की स्थिति है जिसे हम इस समीकरण को हल करने जा रहे हैं क्योंकि मूल से बहुत दूर शायद ही कोई मौका है कि मुझे कण मिल जाएगा और इसलिए तरंग फंक्शन वहां गायब हो जाना चाहिए देखते हैं हम सॉल्वेंसी समीकरण के बारे में कैसे जाते हैं तो पहले हम बहुत बड़े मूल्य प्लस या माइनस अनंत तक विस्तार के लिए साई एक्स के व्यवहार को देखते हैं मेरे पास 22md2dx2 12m2x2x होने जा रहा है क्योंकि x प्लस या माइनस इनफिनिटी में जाता है शब्द m2x2बहुत बड़ा हो जाता है और d2dx2 भी बहुत बड़ा हो सकता है तो ई महत्वहीन होने जा रहा है तो मैं इसे लगभग 0 के रूप में लिख सकता हूं जो मुझे एसिम्प्टोटिक समाधान देगा यह सही समाधान नहीं है केवल समाधान जब एक्स प्लस या माइनस अनंत में जाता है तो अब हम इसे हल करते हैं तो मेरे पास एक्स के लिए प्लस या माइनस इन्फिनिटी 22md2dx2 12m2x2x0 की प्रवृत्ति है या मैं d2dx2 m22x2x0 लिख सकता हूं चूँकि हम केवल उस हल में रुचि रखते हैं जो इस सीमा में सत्य है मैं ऐसे किसी भी पद की उपेक्षा करूँगा जो x2 से छोटा है तो मैं उस सीमा मेंx को कुछ स्थिर e mω2ℏx2 के रूप में लिख सकता हूं देखते हैं यह कैसे काम करता है इसलिए अगर मैं dψdx लेता हूं तो यह A mωxe mω2ℏx2 के बराबर होने वाला है और अगर मैं अब दूसरा व्युत्पन्न d2dx2 लेता हूं वे Amω2x2e mω2ℏx2 Amωe mω2ℏx2 होंगे इसलिए आप इस विभेदन को करके आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं और अनंत तक विस्तार की सीमा में मैं लगभग Amω2x2e mω2ℏx2 के रूप में लिख सकता हूं और आप देख सकते हैं कि यह समीकरण में दूसरे शब्द को रद्द कर देता है इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है तो क्या यह अपने आप में समाधान हो सकता है लेकिन अभी हमने जो पाया है वह यह है कि ψ के रूप में x प्लस या माइनस ∞ के रूप में जाता है इस तरीके से Ae mω2ℏx2 आइए अब हम इसे वास्तविक श्रोडिंगर समीकरण के मूल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और देखते हैं कि उत्तर क्या निकलता है इसलिए अगर मैं इसे मूल श्रोडिंगर समीकरण में रखूं जो 22m है मुझे के लिए d2dx2 12m2x2 लिखने दें जहां कुछ भी नहीं है लेकिन d2dx2 है तो मुझे लगता है कि यह 22m होने जा रहा है और यह हमने उनके स्थिरांक Ax2x Amωx12m2x2Aψ के बराबर पाया है वास्तव में किसी लेखन पक्ष में यह A भी नहीं होना चाहिए तो मुझे जाने दो मैं बस इसे काट सकता हूं मैं xको Ae mω2ℏx2लिख सकता हूं तो मुझे 12m2x2xℏω2x12m2x2 मिलता है और मैं इन 2 शर्तों को रद्द करता हूं इसलिए मुझे ℏω2x मिलता है इसलिए आप देखते हैं कि यह तरंग फ़ंक्शन xAe mω2ℏx2 पर जाता है क्योंकि x प्लस या माइनस की ओर जाता है और इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि जब मैं इसे इस समीकरण में डालता हूं तो आपको एक स्थिर समय x देता है तो मैंने आपको जो दिखाया है वह यह है कि श्रोडिंगर समीकरण d2dx2 12m2x2xEψx एक साधारण हार्मोनिक ऑसीलेटर क्षमता में एक कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण अगर मैं x को Ae mω2ℏx2 मानता हूं और इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करता हूं तो बाईं ओर मुझे ℏω2Ae mω2ℏx2 देता है इसका मतलब है यह स्वयं x Ae mω2ℏx2के बराबर एक आइगन फंक्शन है क्योंकि यह एक सीमा की शर्तों को पूरा करता है जिसका आइगन मान En के बराबर ℏω2 है याद रखें कि हाइजेनबर्ग के क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण में सबसे कम ऊर्जा भी ℏω2 थी तो यह निम्नतम ऊर्जा आइगन अवस्था निम्नतम ऊर्जा आइगन फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है और यह फ़ंक्शन कैसा दिखता है यदि आप इसे प्लॉट करते हैं तो यह बीच में अधिकतम होता है और फिर e x2 के रूप में नीचे चला जाता है यह कैसा दिखता है तो यह x मैंने x के विरुद्ध प्लॉट किया है आप देख सकते हैं कि इसकी न्यूनतम संख्या या सबसे बड़ी संभव तरंग दैर्ध्य है और इसलिए यह वास्तव में सबसे कम ऊर्जा प्रणाली है मेरा मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अन्य आइगन राज्यों के बारे में बहुत ही गुणात्मक तरीका है अब हम x को योग fe mω2ℏx2 के रूप में लिखकर भी उत्पन्न कर सकते हैं जहां fx को emω2ℏx2 से तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि x ±∞ तक जाता है यदि यह तेजी से बढ़ता है तो तरंग फ़ंक्शन 0 पर नहीं जाएगा क्योंकि x जाता है ± के लिए अतः fx तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए वास्तव में मैं जो करने जा रहा हूं वह एक परिमित बहुपद के रूप में कुछ स्थिर Cn xn है और देखें कि क्या होता है तो आइए अब पहले f x का प्रयास करें इसलिए कि संगत x का योग स्थिरांक Axe mω2ℏx2 होगा तो संगत जो dψdx है Ae mω2ℏx2 Amωx2e mω2ℏx2 के बराबर है आइए हम इसका दोहरा व्युत्पन्न लें तो d2dx2 जो कि ψ के बराबर होने जा रहा है Amωxe mω2ℏx2 यहां तक कि मैं दूसरे शब्द को भी अलग करता हूं जो मुझे एक एक्स टर्म भी देता है और इसलिए यह वास्तव में 3Amωx बनने जा रहा है और अगला टर्म होने वाला है मुझे माइनस माइनस प्लस Amω2x3e mω2ℏx2 दें जब मैं यह सब श्रोडिंगर समीकरण में स्थानापन्न करता हूं जो मुझे मिलने वाला है वह इस प्रकार है तो श्रोडिंगर समीकरण 22m12m2x2Eψ है और मैं इसे प्रतिस्थापित करने जा रहा हूं तो मुझे 22m अंदर मिलता है मुझे माइनस 3Amωxe mω2ℏx2Amω2x3e mω2ℏx212m2x2Ae mω2ℏx2 मिलने वाला है यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यह शब्द इस शब्द के साथ रद्द हो जाता है जब आप 22m से गुणा करते हैं और आपको जो मिलता है वह जोड़ 3ℏω2Axe mω2ℏx2 के बराबर होता है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन 3ℏω2 तो फिर से तरंग फ़ंक्शन के निरंतर समय का पता लगाएं और यह भी एक आइगन मान है और यह संबंधित तरंग फ़ंक्शन है कि यह कैसा दिखता है इसलिए अगर मैं इस क्षमता को देखता हूं तो यह नया तरंग फ़ंक्शन 0 है मूल ऊपर जाता है और दूसरी तरफ नीचे आता है यह नीचे आता है और इस तरह जाता है यह xe mω2ℏx2 है और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की तुलना करें जो इस तरह दिख रहा था आप देख सकते हैं कि इसमें अधिक बड़ा मोड़ है इसका λ छोटा है अतः इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो यह वास्तव में उच्च ऊर्जा है आप दिखा सकते हैं कि जैसे ही आप उच्च और उच्च ऊर्जाओं में जाते हैं ये तरंग कार्य होने जा रहे हैं सामान्य रूप से अधिक से अधिक वाहन हैं इसलिए मैं ψ बराबर ψ equals fxe mω2ℏx2 लिख सकता हूं और प्राप्त कर सकता हूं एफ एक्स के लिए एक समीकरण जो मैं असाइनमेंट में दूंगा और फिर एफ एक्स को Cnxn के रूप में लिखूंगा और सी एनएस के लिए 2 पक्षों की शर्तों का मिलान करके हल करूंगा और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो मिलता है वह एफएस होता है या तो सम या विषम तो आप f n के लिए एक समीकरण प्राप्त करते हैं और पाते हैं कि fs या तो सम या विषम फलन हैं एक ऊर्जा निकलती n12ℏωहै जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वांटम यांत्रिकी के हाइजेनबर्ग सूत्रीकरण में पाया था तो यह एक और उदाहरण है जहां तरंग समीकरण ने मुझे पहले से ज्ञात E ℏω के परिणाम दिए हैं लेकिन जो उत्तर आता है वह उचित सीमा स्थितियों के साथ एक तरंग समीकरण को हल करके एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण के माध्यम से है 2 दृष्टिकोण समकक्ष हाइजेनबर्ग है श्रोडिंगर के फॉर्मूलेशन के समान ही फॉर्मूलेशन यह है कि लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं यह अगले हफ्ते पता लगाएगा कि अब हमें एक मौलिक समीकरण मिल गया है जिसे श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाना जाता है जो उन मामलों में वही उत्तर देता है जिन्हें हमने अन्य के रूप में हल किया है सिद्धांत तो यह क्वांटम यांत्रिकी का मौलिक समीकरण है